फंडामेंटल्स आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 21 सर्किट थ्योरम जारी स्लाइड समय देखें 0020 तो दोबारा वापस आते हैं तो अब तक में इस केस में थेविनीन थ्योरम वास्तव में कहती है कि एक लीनियरटू टर्मिनल सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स VTheveni के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस RThevenin से रिप्लेस किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 0034 यही सर्किट VThevenin है यह VThevenin है और यह RThevenin है यह RThevenin है इसलिए जहां VThevenin मैंने आपको बताया था कि यह टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज है यह जानना है कि इसे कैसे प्राप्त करें और RThevenin टर्मिनल पर इनपुट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाता है तो देखेंगे कि टर्मिनल 1 और 2 पर उस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैसे प्राप्त किया जाए कि टर्मिनल और इनपुट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाए तो सभी इंडिपेंडेंट यदि यह एक वोल्टेज सोर्स है तो आपको इसे शॉर्ट करना होगा यदि आपके पास एक करंट सोर्स है तो आपको इसे खोलना होगा जो बंद हो गया है और यह पता लगाना है कि RThevenin क्या है तो हमारा प्रमुख उद्देश्य अब VThevenin और RThevenin को ढूंढना है आप को प्राप्त करना है स्लाइड समय देखें 0133 अब इस पर जाएं इसका मतलब है कि यह फिगर 4 पॉइंट 18 में फिगर 4 इक्विवेलेंट संदर्भ समय 0138 V TH मान लिया जाता है कि इसके बराबर में 2 सर्किट हैं वह यह है कि यह लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट है इसका मतलब है कि यह सर्किट यदि आप इसे एक लेते हैं तो फिगर 4 यह फिगर 1418 a है यह ऊपरी एक यह 18 a अब यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि VTheveninऔर RThevenin तो इस सर्किट को आप इस तरह दर्शाते हैं जैसे कि लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट है यह वह जगह है Voc वह VThevenin है और यहRThevenin है वह हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है तोलीनियर 2 टर्मिनल सर्किट यह पूरी बात आपको हल करने के लिए है कि सभी सोर्स बरकरार रहें तो आप जहां से VThevenin या Voc प्राप्त करेंगे और यहां सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ लिनियर सर्किट 0 के बराबर सेट है इसका मतलब है वहाँ बंद किया जाना है और उसके बाद आपको पता चलता है कि इक्विवेलेंटरेजिस्टेंस RThevenin या R इनपुट क्या है यह टर्मिनल 1 और 2 से देख रहा है और यहाँ भी आपको यह पता लगाना होगा कि आप Voc VThevenin को क्या कहते हैं जो V 1 2 1 को ऋणात्मक से धनात्मक बना सकता है तो V 1 2 भी इस तरह से आप इसे बना सकते हैं स्लाइड समय देखें 0305 तो अब हम 2 मामलों की जांच करते हैं यदि टर्मिनल 1 और 2 ओपन सर्किटएंड हैं जो लोड को हटाकर है इसका मतलब है यदि आप इस टर्मिनल को बनाते हैं तो मैं इस चीज पर जा रहा हूं स्लाइड समय देखें 0320 यदि आप इसे उदाहरण के लिए खोलते हैं यदि आप इसे खोलते हैं तो मान लें कि यह डिस्कनेक्ट हो गया है यदि यह ओपन है तो लोड डिस्कनेक्ट हो गया है इसका मतलब है कि i 0 होगा यदि आप इसे खोलते हैं मेरा मतलब है कि टर्मिनल 1 और 2 से यह लोड डिस्कनेक्ट हो गया है तब i 0 होगा तो फिर से वापस जाएगा इसलिए टर्मिनल 1 2 पर ओपन सर्किट वोल्टेज ओपन VThevenin के बराबर होना चाहिए तो टर्मिनल 1 2 के पार यह वोल्टेज 184 b यानी 184 के फिगर में वोल्टेज सोर्स VThevenin के बराबर होना चाहिए चूंकि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं इस प्रकार VThevenin पूरे टर्मिनल में ओपन सर्किट वोल्टेज है जैसा कि फिगर 19 a में दिखाया गया है वह VThevenin Voc है इसलिए यह यही पर है इसलिए VThevenin Voc मेरा मतलब है अगर आपने लोड कट कर दिया है आपने टर्मिनल 1 और 2 से लोड कट कर दिया है स्लाइड समय देखें 0441 लीनियर सर्किट इंडिपेंडेंट जब आप इनपुट रेजिस्टेंस या RThevenin का पता लगाएंगे तो इन सभी इंडिपेंडेंट को बंद करना होगा इसलिए इस मामले में फिर से टर्मिनलों 1 और 2 को ओपन डिस्कनेक्ट के साथ सर्कुलेट किया जाता है और सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाता है इसलिए जब पता चलेगा कि लोड कट कर दिया गया है और आपने सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया है इसलिए 418 और फिगर 418 में डेड सर्किट के इनपुट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंटरेजिस्टेंस फिगर 4 पॉइंट 18 b में RThevenin के बराबर होना चाहिए चूंकि दोनों सर्किट बराबर हैं इसलिए RThevenin टर्मिनल 1 और 2 पर इनपुट रेजिस्टेंस है इसका मतलब है कि जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि RThevenin इस अर्थ में R होगा विचार वास्तव में यहां मैं बता रहा हूं जब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आप सब कुछ जान जाएंगे तो इसका मतलब है कि सर्किट 19b में इस मामले में कि आप केवल सभी स्वतंत्र स्रोतों को चालू करके और टर्मिनल 1 और 2 से देख कर सर्किट को फिर से तैयार करते हैं आपको पता चलता है कि रेजिस्टेंस r इनपुट या हमारा थेविनीनक्या है कॉल आर इनपुट RThevenin तो यही कारण है कि यह भाषा में मैंने दिया है यह भाषा में है जो मैंने सीधे न्यूमेरिकल पर जाने के बजाय दिया है स्लाइड समय देखें 0602 तो थेविनीन थ्योरम वास्तव में एक सर्किट द्वारा सरल बनाने में मदद करते हैं और सर्किट एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण है तो और डीसी सर्किट के लिए सिंगल रजिस्टेंस एक बड़े सर्किट को एक सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है साधनों के लिए एक सिंगल रजिस्टेंस resistance है और यह प्रतिस्थापन टेक्निक सर्किट डिजाइन में एक फुलप्रूफ टूल है स्लाइड समय देखें 0628 इसलिए थेविनीन रेजिस्टेंस RThevenin को खोजने के लिए 2 मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है केस 1 यदि नेटवर्क पर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दें फिर RTheveninको डिटरमाइन करें जो कि टर्मिनल 1 और 2 के बीच में देखने वाले नेटवर्क का इनपुट रेजिस्टेंस है और जैसा कि चित्र 19 b में दिखाया गया है कि मेरे पास वह सर्किट है जैसा कि मैंने आपको बताया है स्लाइड समय देखें 0648 अब यदि नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स हैं तो सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दें यदि आप एक डिपेंडेंट सोर्स हैं यदि आपके पास डिपेंडेंट सोर्स हैं तो आप किए गए सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर देंगे अब जब यह डिपेंडेंट सोर्सहै तो RThevenin प्राप्त करने की तकनीक थोड़ी अलग है यह उन शब्दों में है जो मैं बता रहा हूं लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लेंगे तो यह पूरी तरह से पारदर्शी होगा लेकिन आपको सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद करना होगा लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को नहीं अब अब लागू करें कि आपको क्या करना है अब आपको टर्मिनलों 1 और 2 परवोल्टेज सोर्स V0 लागू करना होगा यह वोल्टेज सोर्स यह वोल्टेज V0 आप एक टर्मिनल 1 और 2 लागू करते हैं V0 का यह मान आपके ऊपर है आप किसी भी मान V0 वोल्ट या 1 वोल्ट या 2 वोल्ट किसी भी वोल्ट को लगा सकते हैं और रिजल्टेंट करंट प्राप्त करें फिर आप i0 प्राप्त करते हैं इसे लगाने के बाद बाद में सर्किट को एक और चीज दिखाई देगी इसे लगाने के बाद आपको पता चलता है कि i0 क्या है यदि आप वोल्टेज डालते हैं तो आप उस वोल्टेज सोर्स को क्या कहते हैं V0 स्लाइड समय देखें 0800 अभी यह आप इसे वैकल्पिक रूप से करंट सोर्स भी कर सकते हैं आप इसे बना सकते हैं उदाहरण के लिए एक करंट सोर्स i0 को टर्मिनल 1 और 2 पर या तो वोल्टेज या करंट में डाला जा सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20b में दिखाया गया है मैं उस पर आऊंगा फिर R0 द्वारा वोल्टेज V0 और RThevenin V0 का पता लगाएं I0 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर का कोई भी वैल्यू मायने नहीं रखता है यह आप पर निर्भर है लेकिन अंततःRThevenin लिनियेरिटी प्रॉपर्टी से समान रहेगा दोनों दृष्टिकोण समान परिणाम देते हैं V0 और i0 के किसी भी वैल्यू के मान सकते हैं कि V0 और i0 के किसी भी वैल्यूको आप मान सकते हैं उदाहरण के लिए V0 10 वोल्ट या i0 1 एम्पीयर या V0 या i0 के किसी भी अनिर्दिष्ट मान का उपयोग कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 0854 इसलिए इसका मतलब है कि जब भी आपके पास यह सर्किट होता है मान लें कि आपके पास सभी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जो 0 के बराबर सेट हैं बंद है लेकिन यहां आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स है उस स्थिति में आप 1 और 2 में वोल्टेज सोर्स V0 कनेक्ट कर सकते हैं और i0 का पता लगा सकते हैं यह करंट और यह V0 आप मान सकते हैं कि आप जो भी चाहते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट यह मायने नहीं रखता अंत में RThevenin V0 R0 I माफ करना i0 होगा या तो आप 1 और 2 में एक करंट सोर्स डाल सकते हैं और सर्किट को हल कर सकते हैं फिर पता करें कि V क्या है और फिर आप पता लगा सकते हैं किRThevenin क्या है यह यहां V होना चाहिए यह V0 है और यहां यह i0 बनाने के बाद आपको पता चलता है मान लीजिए इस सफिक्स को V0 के रूप में लिया जाना चाहिए तो आप I0 द्वारा RThevenin V0 का पता लगाते हैं तो फिर यह i0 मान किसी भी मान 01 एम्पीयर 051 एम्पीयर हो सकता है यह आपके ऊपर है और आप RThevenin को जो भी मान लेंगे आपको वही मिलेगा लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा उपकरण है जो डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेसcurrent sourc को बुलाता है तो केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बंद कर दिया जाएगा लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए डिपेंडेंट सोर्सेस को आपको इस तकनीक को जोड़ना होगा यदि सर्किट सामग्रीडिपेंडेंट सोर्सेस कि डिपेंडेंट वोल्टेज या डिपेंडेंट करंट सोर्सेस है हां तो इस RThevenin को पाने के लिए स्लाइड समय देखें 1021 तो लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इसके लिए यह हो सकता है यदि सर्किट पर डिपेंडेंट सोर्स हैं तो इसलिए RThevenin का नेगेटिव मान हो सकता है नेगेटिव मान का अर्थ है यह V i R लिखा है जिसका अर्थ है कि सर्किट पावर सप्लाई कर रहा है तो और यह डिपेंडेंट सोर्स के साथ एक सर्किट में संभव है तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है किथेविनीन थ्योरम यदि सर्किट पर डिपेंडेंट सोर्स हैं और आप RTheveninका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो RThevenin नेगेटिव भी हो सकता है जिसका अर्थ है कि सर्किट पावर सप्लाई कर रहा और यह डिपेंडेंट सोर्स के साथ एक सर्किट में संभव है तो डिपेंडेंट सोर्स के साथ निर्भरRThevenin भी नेगेटिव हो सकता है एक उदाहरण बाद में वहां है जहां RThevenin नेगेटिव हो सकता है स्लाइड समय देखें 1119 तो यह उदाहरण उदाहरण के लिए कहें टर्मिनलों 1 के बाईं ओर के फिगर 21 में दिखाए गए सर्किट के थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को खोजें फिर RL 8 Ωरेजिस्टेंस के माध्यम से करंट ज्ञात करें तो यह सर्किट है यह सर्किट है तो यह टर्मिनल 1 और 2 है थेविनीन थ्योरम का उपयोग करके आपको इसके माध्यम से करंट का पता लगाना होगा इसका मतलब है आपको 8 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट 8 Ω का पता लगाना होगा 8 Ω रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए तो पहले आपको क्या करना है आपको इसे ओपन करना होगा आपको इसे खोलना है और फिर उसके बाद आपको थेविनीन वोल्टेज VThevenin Voc ओपन सर्किट वोल्टेज का पता लगाना होगा क्योंकि जैसे ही आप इसे खोलेंगे यह खुला होगा और आपको आर इनपुट का पता लगाना होगा वह RThevenin है तो यह कैसे करेंगे इसलिए यदि आप 2 चरण के इस इक्विवेलेंट जाते हैं तो आपको 2 चीजें करनी होंगी आपको एक VThevenin प्राप्त करना होगा दूसरा RThevenin है लेकिन पहले आपको इस RL को टर्मिनल 1 और 2 से ओपन करना होगा स्लाइड समय देखें 1223 और यदि आप इसे ओपन करते हैं तो इसके लिए जो आप खोलते हैं और RThevenin प्राप्त करने के लिए सभी इंडिपेंडेंट सोर्स बंद हो जाते हैं इसका मतलब है कि यह प्राप्त करने के लिए यह वोल्टेज सोर्स ओपन है यह ओपन है और आपको वह इनपुट रजिस्टेंस RThevenin प्राप्त करना होगा तुम्हें पाना है स्लाइड समय देखें 1242 तो यह ओपन होना चाहिए क्योंकि करंट सोर्स ओपन होना चाहिए और इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होगा इसे शॉर्ट करना होगा तभी आपको वह इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद कर दिया जाना चाहिए इसलिए इसे हटाना होगा और इसे शॉर्ट करना होगा तब आपको पता चलता है कि RThevenin के बराबर रेजिस्टेंस क्या है तो यह वही है जो इसे यहाँ खींचा है इसलिए करंट सोर्स ओपन हैं और यह वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करता है और टर्मिनल 1 और 2 से देख रहा है आपको RThevenin मिलेगा और अन्य मामला कि आपको यह पता लगाना है कि यह VThevenin आपको प्राप्त करना है तो इस बात के पार इस बात के पार 8 Ω रेजिस्टेंस था यह रेजिस्टेंस था जिसमें पता था कि वास्तव में खुला है यह खुला है इसलिए जैसे ही आप इसे खोलते हैं यह VThevenin का अर्थ है Voc यानी ओपन सर्किट स्लाइड समय देखें 1348 इसलिए यह तो यह वास्तव में Voc है और बाकी सर्किट बरकरार रहेगा 2 इस 2 एम्पीयर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और यह बात है तो आप यहाँ से हैं आपको RThevenin मिलेगा और यहाँ से इस सर्किट को हल करने पर आपको VThevenin मिलेगा ध्यान दें कि जैसा कि यह खुला है कोई भी करंट 25 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से इसे बहने के लिए प्रवाहित नहीं कर रहा है तो अब RThevenin क्या है तो यह 2 Ω और 6 Ω यह 2 समानांतर हैं इसलिए उनके इक्विवेलेंट इसका मतलब है कुल RThevenin 6 इनटू 2 6 से विभाजित होगा 6 2 इस 12 के साथ कि 25 सीरीज 25 में है तो यह वास्तव में है यह 12 बाइ 8 से है 8 ताकि 3 से 215 हो तो वह 15 25 4 Ω है इसका मतलब है कि यह RThevenin 4 Ω है तोइंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए RThevenin प्राप्त करने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए तो यहRThevenin है बाद में समाधान है बाद में मैंने इसे बनाया है लेकिन यह RThevenin है अब यह और जब VThevenin के लिए यहां आएंगे ने लूप करंट लिया है और आपको यह पता लगाना है कि आपको इस सर्किट को क्या हल करना है और आपको यह पता लगाना है कि VThevenin क्या है तो कई सर्किट हल हो गए हैं और इसलिए आसानी से आप यह पता लगा सकते हैं कि वोल्टेज क्या है इसलिए उदाहरण के लिए यहां मैंने इस चीज के लिए लिखा है कि मेष समीकरण स्लाइड समय देखें 1538 इस प्रकार यदि आप इस लूप में केवीएल को लागू करते हैं तो यह करंट 2 एम्पीयर ऊपर की ओर है i2 को इस तरह लिया है इस तरह i2 तो मूल रूप से i2 नीचे की ओर जा रहा है तो i2 वास्तव में 2 एम्पीयर इसलिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो i2 ज्ञात है इसलिए केवल आगे आपको i1 का पता लगाना है इसलिए मुझे इस लूप में केवीएल को लागू करना है तो इस मेष में इसलिए यह 2 होगा और i1 इस 2 i1 की तरह बह रहा है यह 2 i1 i1 नीचे की तरफ होगा यह i2 होगा तो यह i1 i2 इनटू 6 होगा और यह एनकाउंटर कर रहा है है टर्मिनल पहले 16 0 आशा है कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है तो इस i2 से जाना जाता है यदि आप i2 2 को यहां रखते हैं तो यह i1 2 में 6 होगा और इससे आप इसे हल कर सकते हैं कि i1 क्या है इसलिए यह तो यह i1 हल है स्लाइड समय देखें 1631 तो i1 को एक ही समीकरण में लिखने का उपयोग करें कि i1 05 एम्पीयर मिला इतना मिला स्लाइड समय देखें 1646 अगला यह है कि आपको पता लगाने के लिए आपको कॉल करना होगा तो i1 i1 मिला 05 एम्पीयर तो अब आपके पास अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या होगा VThevenin क्या होगा जिस तरह से आप चाहते हैं आप जिस तरह से आप चाहते हैं आप उसे ढूंढ सकते हैं उदाहरण के लिए वे उस समस्या में हैं मैंने इस तरह से केवीएल को केवीएल की तरह लिया है इसलिए यदि आप इसे इसके माध्यम से करंट ले जाते हैं तो यह 0 है तो यह ओपन सर्किट है तो कुछ भी नहीं है इसलिए यदि आप इसे इस तरह बनाते हैं कि आप नीचे की ओर जो कहते हैं वह 6 है तो यह i1 i2 VThevenin 0 क्योंकि टर्मिनल का तेजी से सामना करना होगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि i2 है 2 जो आप कहते हैं वह 2 होगा और i1 05 है इसलिए 25 में 6 तो VThevenin 15 वोल्ट होगाVThevenin 15 वोल्ट होगा इसलिए यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं तो केवीएल को इस लूप में भी डाल सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि आप इसे कर सकते हैं आपको वही परिणाम मिलेगा इसलिए यह तो यही कारण है कि VThevenin को यहां 15 वोल्ट मिला स्लाइड समय देखें 1804 यह 15 वोल्ट है मैं आपको बताता हूं कि यहां यह 15 वोल्ट है यहाँ और करंट i1 05 एम्पीयर है तो VThevenin और RThevenin मिलने के बाद RTheveninको 4 Ω मिले हैं तो VThevenin और RThevenin प्राप्त करने के बाद यह तो यह थेविनीन इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है स्लाइड समय देखें 1827 तो यह VThevenin VThevenin 15 वोल्ट मिला और RTheveninयह 2 इस RL 8 Ω सीरीज में होगा के साथ वहाँ हैं इसका मतलब है कि I L होगा I L होगा VTheveninRThevenin RL द्वारा विभाजित है जो कि I L RThevenin RL है तो यह है कि VThevenin द्वारा विभाजित एक VThevenin 15 वोल्ट है 4 यह 8 है इसलिए 12बाइ 15 तो वह 125 एम्पीयर है तो इस तरह आप RL के माध्यम से थेविनीन थ्योरम का उपयोग करके करंट प्राप्त करेंगे तो अब यह वही है यदि आप यह है तो आप को थेविनीन थ्योरम का उपयोग करके जो कुछ भी मिला है अब यह सर्किट जिस तरह से अर्थात RL यानी RL नोडल एनालिसिस या मेष एनालिसिस है उसी तरह से आप हल करते हैं और पता लगाते हैं कि RL के माध्यम से आप RL को क्या कहते हैं आपको समान जवाब एक ही जवाब मिलेगा और अगर यह RL वेरिएबल है यदि यह RL बार बार बदल रहा है मान लीजिए RL 8 है मान लें कि थेविनीन थ्योरम क्यों महत्वपूर्ण है स्लाइड समय देखें 1945 मान लीजिए RL 8 Ω है जो आपने लिया है अब यदि आप RL 10 या RL 6 कहते हैं तो हर बार जब आप RL बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिछले एनालिसिस नोडल एनालिसिस या मेष एनालिसिस या सुपर पोजिशन जो कुछ भी किया है हर बार आपको पूरे सर्किट को हल करने के बाद हर बार पूरे सर्किट को हल करना होगा लेकिन इस मामले में RL के विभिन्न वैल्यू के लिए करंट i L क्या है यह जानने के लिए हमारी रुचि को मान लें तो VThevenin इक्विवेलेंट और RThevenin मिल गए हैं इसलिए केवल RL को बदलकर सरल सीरीज सर्किट का उपयोग करकेRL के माध्यम से करंट प्राप्त कर सकते हैं अगर यह RL एक वेरिएबल है वेरिएबल साइन इस तरह है तो यह है कि थेविनीन थ्योरम का लाभ तो मुझे इस बात पर जाने दो तो यह RThevenin इक्विवेलेंट है स्लाइड समय देखें 2037 अब सवाल यह है कि अगर मान लें कि यह RL बदल गया है तो मान लीजिए RL आप 10 Ω लेते हैं RL आप 6 Ω ले सकते हैं मान लीजिए यह RL बदल रहा है तो इसको i L VThevenin का उपयोग करके RThevenin RL द्वारा विभाजित किया गया है तो VThevenin RTheveninतय हो गया है केवल RL बदल रहा है लीनियर सर्किट का उपयोग करके आप करंट की गणना कर सकते हैं तो पूरे सर्किट को बार बार हल करने की आवश्यकता नहीं है तो यह थेविनीन के इक्विवेलेंट सर्किट का प्रमुख लाभ है ठीक है इसलिए यह इसलिए इसका मतलब है केवल RL आप बार बार बदल रहे हैं तो अगर आप करते हो तो आप इस बात को प्राप्त करेंगे स्लाइड समय देखें 2113 अब एक और बात नोडल एनालिसिस का उपयोग करके उदाहरण 9 के VThevenin को निर्धारित किया जाता है तो यह वास्तव में उदाहरण 9 है यह उदाहरण 9 है तो आपसे पूछा गया है कि इस बात के लिए आप नोडल एनालिसिस का उपयोग करके VThevenin का पता लगाते हैं कि आप इस सर्किट को क्या कहते हैं तो एक सर्किट एक ही रहता है उदाहरण 10 सर्किट केवल एक ही रहता है बात यह है कि आपको नोडल एनालिसिस का उपयोग करके VThevenin प्राप्त करना होगा स्लाइड समय देखें 2204 तो इस मामले में आप उपेक्षा करते हैं कि25 Ω रेजिस्टेंस में कोई करंट फिगर 23 के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि जिसे आप इसे कहते हैं यह कोई करंट नहीं है क्योंकि यह ओपन है तो आप इसे अनदेखा कर सकते हैं और जब भी VThevenin इस तरह ले इसका मतलब है इसका मतलब है कि यह VThevenin एरो है जिसका मतलब है कि मैंने आपको बताया तो यह VThevenin है और कोई भी करंट इस से नहीं बह रहा है तो आप इसे अनदेखा कर सकते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप इसे अनदेखा कर सकते हैं उदाहरण के लिए और यह यहाँ है यह टर्मिनल एक सामान्य टर्मिनल है तो जो कुछ भीVThevenin यहाँ हैVThevenin यहाँ एक ही चीज़ है कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण या एलिमेंट यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है तो यह VThevenin है तो यह VThevenin होगा इसलिए आसानी से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि नोडल एनालिसिस का उपयोग कैसे किया जाता है इसलिए यह तो उस मामले में आप जो कर सकते हैं वह है इसलिए यह VThevenin का मतलब है यह है और यह VThevenin है और यह ग्राउंड है तो पहले आप केवीएल को यहां लागू करें कहते हैं कि इस के माध्यम से करंट i है उदाहरण के लिए मान लें कि इस दिशा में बहने वाली करंट i है तो पहले जैसा नोडल एनालिसिस के लिए देखा गया है तो यह 2 इनटू i होगा तो यह है तो VThevenin एनकाउंटर कर रहा टर्मिनल 16 16 वोल्ट है तो 16 ० यहां से आपको i 16 मिल जाएगा VThevenin 2 से विभाजित होगा यह करंट i है जो इस टर्मिनल पर जा रहा है इसलिए यह तो यह होगा इसका मतलब है इस नोड में आप के सी एल को लागू करते हैं स्लाइड समय देखें 2351 तो इसके माध्यम से करंट बस 16 देखा VThevenin 2 से विभाजित यह करंट जा रहा है और यहाँ यह VThevenin 6 से विभाजित हो रहा है यह करंट रेजिस्टेंस 6 Ω और 2 एम्पीयर है यह वास्तव में कुछ भी नहीं है यह कुछ भी नहीं है तो 2 एम्पीयर वास्तव में यहां प्रवेश कर रहे हैं यह यहां प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है यह करंट इस में प्रवेश कर रहा है यह प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है 2 16 VThevenin 2 से विभाजित VThevenin 6 से विभाजित तो यदि आप इसे हल करते हैं तो आप इसे हल करने पर VThevenin प्राप्त करेंगे इसलिए यह स्लाइड समय देखें 2440 तो यह वही है जो अभी तक किया गया है 16 देखो VThevenin अपान 2 2 VThevenin अपान 6 इसे हल करने के बाद आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा VThevenin 15 वोल्ट स्लाइड समय देखें 2451 इसलिए एक और एक इस फिगर के थेविनीन इक्विवेलेंट सर्किट का निर्धारण करता है क्या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो आपको क्या करना है यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यह Vx है और Vx यहाँ है Vx यहाँ 4 Ωरेजिस्टेंस के पार वोल्टेज ड्रॉप में है और यह एक टर्मिनल 1 है 2 थेविनीन इक्विवेलेंट सर्किट का पता लगाने के लिए वह VThevenin और RThevenin है और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है स्लाइड समय देखें 2531 इसलिए यह तो यहां यदि आप इस पर जाते हैं कि यह यहां दिखता है तो आपके पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसलिए जब आप RThevenin का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को बंद कर दिया जाना चाहिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को बंद कर दिया जाना चाहिए यह वहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन यह 1 और 2 के एक्रॉस रखता है या तो आप एक करंट सोर्स को चालू करते हैं जो भी एम्पीयर आप वैल्यू और या एक वोल्टेज सोर्स चाहते हैं और फिर आपको RThevenin प्राप्त करना होगा इसलिए यदि आप इस पर आते हैं तो यह एक डिपेंडेंट सोर्स है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह करंट सोर्स बंद हो जाता है यह वहां नहीं है 5 एम्पीयर नहीं होना चाहिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए यहओपन है लेकिन जो इनपुट किया गया है वह वोल्टेज सोर्स V0 1 वोल्ट 1 2 3 4 से जुड़ा है स्लाइड समय देखें 2617 आप जो चाहते हैं वह मायने नहीं रखता कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप करते हैं और आपने इस सर्किट को RThevenin प्राप्त करने के लिए हल किया है इसका मतलब है जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है किन्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा जटिल हो रहा है लेकिन इसे करने का सबसे आसान तरीका है तो आपके पास हैं आप 3 लूप हैं 3 मेष लिए हैं ले लिया है यह एक यह एक है यह एक लूप है यह 2 है और यह सभी चीजें जो आप केवीएल लागू करते हैं और इसे हल करते हैं शायद मैंने इसे आपके लिए हल नहीं किया है केवल मैं आपको अंतिम आंसर देता हूं तो आप मेष 2 के लिए केवीएल को मेष 2 के लिए और केवीएल को मेष 3 के लिए लिखते हैं और तदनुसार V0 आप 1 वोल्ट लेते हैं और उसके बाद आप i0 के लिए हल करेंगे तो यदि आप करते हैं तो यदि आप करते हैं तो आपको i0 1 6 एम्पीयर मिलेगा यह मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं आप कृपया इसे हल करें और यह भी पता करें कि आपके लिए एक्सरसाइज का Vx मान क्या है और आप इसे हल करते हैं समय बचाने के लिए कुछ मामलों में मैंने इसे इस तरह बनाया है एसी सर्किट सिंगल फेस 3 फेस मुझे सब कुछ देना होगा तो मैं सॉल्यूशन करूंगा आप कृपया इसे स्वयं करें तो यहाँ भी आप सभी केवीएल समीकरण को हल करें और i0 के लिए हल करें यहां वास्तव में केवल एक चीज यहां है केवल एक चीज यहां है I i 3 को इस तरह से लिया गया है और i0 जिसे आप ऊपर की ओर कहते हैं यह नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब है i0 i 3 स्लाइड समय देखें 2756 तो इस मामले में आपको 6 एम्पियर और RThevenin V0 i0 V0 पर i0 1 मिलेगा 1 वोल्ट और i0 6 लिया है यह 6 होगा आप कोई भी मान लें यह एक लीनियर सर्किट है V0 1 वोल्ट 2 वोल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको यह मिल जाएगा स्लाइड समय देखें 2810 थेविनीन प्राप्त करने के लिए इसलिए आप इस बात को समझने में दिखाए गए सर्किट के Voc के लिए हल करते हैं तो जब आप कर रहे हैं औरआंसर 20 वोल्ट है तो यहाँ भी आप हल करें जब आप उस Voc को प्राप्त कर रहे हैं तो आप कृपया VThevenin वोल्टेज आप कृपया इस सर्किट को हल करें आप इस सर्किट को हल करें स्लाइड समय देखें 2821 तो यहाँ इस तरह इस करंट को लिया जाता है यह भी ऊपर की ओर है तो i1 5 एम्पीयर तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि नोडल एनालिसिस क्या आप कृपया इसे हल कर सकते हैं इसे हल करने के बाद आपको VThevenin का पता चलता है VThevenin का अर्थ है यह है और यह है हमेशा की तरह और इसके बाद और यह ओपन सर्किट है तो इस 2 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से कोई भी करंट नहीं बह रही है इसका मतलब है इसका मतलब है अगर आप लागू करते हैं जो आप कॉल करते हैं कि कैसे VThevenin पता करें इसका मतलब है यह टर्मिनल समान है यह और यह समान है तो इसका मतलब है कि VThevenin होगा यदि आप केवीएल को इस तरह से लागू करते हैं तो यह करंट i2 होगा जैसा कि यह हो रहा है यह 6 i2 VThevenin 0 होगा का अर्थ हैहोगा 6 i2 6 i2 तो समाधान दिया गया है इसलिए कृपया इसे यहां हल करें समाधान दिया गया है कि Voc 20 वोल्ट वह है VThevenin Voc का अर्थ है VThevenin 20 वोल्ट तो थेविनीनइक्विवेलेंट फिगर में दिखाया गया है तो यह है आप इसे हल करें यह बात मैं तुम्हें दे रहा हूं तो यह वास्तव में थेविनीनइक्विवेलेंट सर्किट है जो 20 वोल्ट और 6 Ω है और यह टर्मिनल1 है स्लाइड समय देखें 2942 और एक और बात यह है कि अगर यह जिसे आप मान लेना चाहते हैं उसे करंट सोर्स में बदल दें वास्तव में यह एक है यदि आप करंट सोर्स में बदल जाते हैं तो टर्मिनल पर देखें तो यह है यह 20बाइ 6 एम्पीयर होगा यदि आप इसे करंट सोर्स में बदलना चाहते हैं तो बाद में देखेंगे यह बहुत और यह 6 Ω रेजिस्टेंस होगा तो यह 10बाइ3 एम्पीयर होगा इसलिए यदि आप इस थेविनीन इक्विवेलेंट हैं यदि इसे करंट सोर्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है और 6 Ω इसके समानांतर होगा Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Thevenin थेविनीन थेविनीनवैज्ञानिक नाम theorem थ्योरम प्रमेय equivalent इक्विवेलेंट समतुल्य replace रिप्लेस का स्थान लेना open circuit voltage ओपन सर्किट वोल्टेज खुला परिपथ वोल्टेज independent sources इंडिपेंडेंट सोर्सेस गैर आश्रित सोर्स load disconnect लोड डिस्कनेक्ट भार का अलगाव circulate सर्कुलेट प्रसारित technique टेक्निक तकनीक circuit design सर्किट डिजाइन विद्युत परिपथ संरचना foolproof फुलप्रूफ विश्वसनीय और आसान consume कंज्यूम खपाना value वैल्यू मान breaking ब्रेकिंग तोड़ना parallel पैरलल समानांतर open ओपन खुला additivity एडिटिविटी योज्यता Reference रिफरेंस संदर्भ